कोशिका संवर्धन तकनीक पाठ्यक्रम में आपका वापस से स्वागत है आज हम पहले सप्ताह के तीसरे व्याख्यान में हैं पहले व्याख्यान में मैंने एक विनम्र प्रयास किया एक तरह से आप से अनुरोध किया कि कोशिका संवर्धन को केवल एक संवर्धन तकनीक के तौर पर से आगे सोचने का प्रयास करें और मैंने आपको बताया कि इसके हर एक बिंदु पर एक सिद्धांत है वहां एक सैद्धांतिक विषय है बजाय के आँख बंद कर कुछ चीजों का पीछा करने के और इसमें सामान्य रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान शामिल है आज अगली दो कक्षाओं दो या तीन जो आप जानते हैं जो भी तुम हमसे ले जाओ हम आज कोशिकाओं की इन वीवो एवं इन विट्रो परिस्थितियों में दिखने वाली जैविकी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं कोशिकाओं की जैविकी को जो समझता हूं यह हमें ऐसी स्थिति को फिर से बनाने में मदद करेगी जो कि शरीर के अंदर के समान है तो हम सप्ताह एक में है और आज हमारा तीसरा व्याख्यान है आज हम कोशिका की उस जैविकी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि शरीर के बाहर कोशिकाओं को विकसित करने के लिए मानी जाती है यह प्रमुख बिंदु है जो कि अगले आने वाले कुछ व्याख्यान में किया जाएगा इस बिंदु को संबोधित करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा शरीर के अंदर किन परिस्थितियों में कोशिकाओं का विकास होता है तो चलिए एक बार फिर से पिछले उदाहरणों में से एक की मिसाल लेते हैं जिनसे आप निपटे थे अतः उदाहरण के लिए कहे अगर वही एक व्याख्या लेनी है और सिर्फ हृदय कोशिका का उदाहरण लें Refer Time 0344 तो यह जो कोशिकाएं यहां विकसित हो रही हैं हृदय पेशीकोशिकाएं हैं जो मैंने पहले ही समझाया है और यहां गैप जंक्शन हैं यहां इन कोशिकाओं का पहला मापदंड है उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और वे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है वहां कुछ है जो कहलाता है उनके पास प्रणाली के भीतर एक गैसीय विनिमय की क्रियाविधि है सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसके अंदर यह अनुपस्थित है जो कि एक अवायवीय स्थिति है यह कोशिकाएं मर जाएंगी उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और ना केवल यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि यहां बनती है इसे प्रणाली के बाहर भेजते हैं नहीं तो यह वातावरण को अम्लीय कर देंगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हम जानते हैं कि यह कार्बोनिक अम्ल मे परिणत हो जाएंगी यह कुछ ऐसा है जिसे ध्यान में रखना है वहां एक उचित गैसीय विनिमय हो जिसे कि होना ही चाहिए बिना गैसीय विनिमय के यह कोशिकाएं विकसित नहीं होने जा रही हैं इसलिए वह पहली चीज जिसे ध्यान में रखना है यदि आप इस ऊतक को बाहर निकाल रहे हैं यहां से और आपको सही वातावरण का गैसीय विनिमय देने में सक्षम होना चाहिए और हम वहां पर आएंगे कि कैसे गैसीय विनिमय कैसे यह वातावरण एक बाहरी प्रणाली में बना रहता है प्रणाली मापदंड एक अगला मापदंड क्या है हमें आंकना है यदि आपको याद हो की व्याख्यान में से एक में एक विराम दें मैं कहूँगा यदि यह कोशिकाएं सतह से चिपक जाएं वहां दो तरह की कोशिकाएं हैं कोशिकाएं जो कि वास्तव में यहां नहीं है वह उनके अन्य भाग है वह जो कुछ भी हैं वे चिपकने वाली कोशिकाएं हैं और ना चिपकने वाली कोशिकाएं है जिनका हम संवर्धन कर रहे हैं तो ना चिपकने वाली कोशिकाओं के बारे में आते हैं ना चिपकने वाली कोशिकाएं आप देख सकते हैं यह एक दूसरे से सभी चिपकी हुई हैं ठीक हमारे हाथ में ना चिपकने वाली कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं रक्त कोशिकाएं वह हमारे शरीर में परिसंचरण करती हैं और ना चिपकने वाली हैं ठीक यह नहीं चिपकेगी चिपकेगी तो सिकुड़ जाएंगी क्योंकि वे ऑक्सीजन ले जाने का कर रही हैं तो क्या हम आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं क्या हम डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं या हम वास्तव में आरबीसी की बात कर रहे हैं इन सब में लसीकाणुओं श्वेत कोशिकाओं वृहत्तभक्षककोशिकाओं क्या हम इसे संवर्धित करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि हम उन्हें संवर्धित करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि वह चिपके अथवा आप चाहते हैं कि वह एक निलंबन में चारों ओर गतिशील रहें हम क्या संवर्धन कर रहे हैं यह एक बहुत समीक्षात्मक बिंदु है इसके बारे में सोचो कड़ा ऊतक जो कि यहां विकसित हो रहा है यह रक्त के संपर्क में हैं और उस रक्त में ढेर सारी ना चिपकने वाली कोशिकाएं आगे बढ़े रही हैं और वे ना चिपकने वाली कोशिकाएं जिस समय गतिशील हैं उदाहरण के लिए कहेंयह ना चिपकने वाली कोशिका है एक बार फिर मुझे रंग को बदलने दें ना चिपकने वाली कोशिकाएं यह लुढ़क रही है आप जानते हैं आगे गतिशील हैं लेकिन क्या हम यह जिस समय यह आगे गतिशील हैं कुछ चीजों को स्रावित कर सकती हैं ठीक वास्तविक जीवन में हम नहीं जानते कि यह क्या स्रावित कर रही है और यह जो स्रावित कर रही हैं जो कि घेरे हुए हैं यह है मुख्य प्रभाव कारक चीजें एक अलग कोशिका जो कि एक चिपकने वाली कोशिका है नीचे बैठी हुई यह गुलाबी रंग से संकेतित चिपकने वाली कोशिकाएं जो कि नीचे बैठी हुई है और ऊपर वह लाल रंग की कोशिका किन्ही एक्स वाई जेड यौगिक को या कहें एक्स वाई जेड रसायनों को स्रावित करते हुए आगे बढ़ रही है और यही वह प्रभावित करने वाला कारक है इसमें कुछ जीव विज्ञान है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते इसलिए पहले हमें निर्धारित करना होगा कि हम चिपकने वाली अथवा ना चिपकने वाली का संवर्धन कर रहे हैं तो इसी क्षण मैं चिपकने वाली कोशिकाओं को लूंगा हम चिपकने वाली की बात करेंगे हम ना चिपकने वाली का संज्ञान नहीं लेंगे ना चिपकने वाली कोशिकाओं को इसलिए अभी रुके कहीं मेरे पहले या दूसरे व्याख्यान में आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं मैंने उस जटिलता का परिचय नहीं कराया यहां मैं सोचता हूं कि उसे मैं यहां लाऊं यदि आप चिपकने वाली कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं वे कोशिकाएं इस रूप में कार्य कर रही है जैसे उदाहरण के लिए कहे मेरे पास इस तरह की एक कोशिका है यहां मेरे पास एक केंद्रिका है डीएनए के साथ वहां पर हमारे पास सभी प्रकार के कोशिकांग हैं हैं माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्द्रव्यी जालिका ई आर केंद्रक एमटी माइटोकॉन्ड्रिया संकेतिक करने के लिए वैसे ही हमारे पास प्लाज्मा झिल्ली पीएम है आप जानते हैं इन कोशिकाओं के पास ढेर सारी कला प्रोटीन है जो वहां मौजूद हैं अब यदि इन कोशिकाओं को एक सबस्ट्रेट से जुड़ना है अथवा एक दूसरे से जुड़ना है तो वे कुछ विशिष्ट सीमेंटिंग पदार्थ स्रावित करेंगे जिसके आधार पर यह नीले तीर बाहर आ रहे हैं जो कि दर्शाते हैं अथवा सीमेंटिंग पदार्थों के बारे में बताते हैं यह सीमेंटिंग पदार्थ इसे दूसरी कोशिका से जुड़ने में सहायता करती है और यह आसपास का प्रकार है या दूसरे प्रकार का अथवा जो भी है इसी तरह गॉल्जी उपकरण जीएस दोबारा से यह दो कोशिकाएं तब कॉलोनी बनाती हैं उदाहरण के तौर पर कहें यह यह दोनों एक दूसरी आकृति स्रावित करते हैं तब यह तीसरे को बनने के लिए आमंत्रित करते हैं यह धीरे धीरे कॉलोनी में बनते हैं इसलिए उनको जुड़ने के क्रम में यह यौगिक जो कि वहां नीले रंग से दर्शाए गए हैं यह मैट्रिक्स को बनाता है यदि आप सभी कोशिकाओं को हटा सकते हो तो आप पीछे देखोगे कुछ इस तरह से पीछे रह जाएगा नीले रंग के तीर जिनको मैं दर्शना चाहता हूं और इन मैट्रिक्स को तकनीकी शब्दों में बाह्य कोशिकीय कहते हैं क्योंकि यह अतिरिक्त है यह कोशिका के अंदर नहीं है ठीक यह एक ज्यादा कोशिका के बाहर है वह कोशिका का हिस्सा नहीं है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इस जैसे एक मैट्रिक्स को बनाता है यहां यह एक मैट्रिक्स है और इस बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में अधिकतर प्रोटीन हैं और कुछ हिस्सा कार्बोहाइड्रेटस का है और वहां मेटल आयन है और कई सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल हैं यह बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स एक समीक्षात्मक आकृति है जो कि निर्धारित करती हैं कि कोशिका अपने विशिष्ट स्थान से जुड़ी रहे क्योंकि यह विशेष पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बाद में अपने आप कैंसर के जैसे व्यवहारिक होंगी यह बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स एक तरह के हम यह कह सकते हैं कोशिकाओं की कॉलोनी के चिन्हक कोशिकाओं की कॉलोनी से मेरा क्या तात्पर्य है या मुझे पिछले आरेख पर वापस आने दे यह है मैं इसे नाम देता हूं हृदय की कॉलोनी अब यहां बाहर जहां मेरे पास मस्तिष्क है यह मस्तिष्क कॉलोनी है अब मेरे पास यहां आमाशय और सभी कुछ यह कहें तो आमाशय कॉलोनी फिर चीजों की श्रंखला उनमें से सभी कॉलोनिया हैं और कॉलोनियों में वहां उप कालोनियां हैं यह ऐसा है इसलिए उदाहरण के लिए कहें यदि मैं हृदय में दोबारा हूं ठीक है इसमें कहे तो हृदय की संरचना कुछ ऐसी है जहां इसमें चार कोष्ठ हैं इस जैसे आप जानते हो अब इसके भीतर यह दो ऊपरी कक्ष किस कोण पर शुरू होते हैं आप इसको जिस दिशा से देख रहे हैं एल है जिसका मतलब बाया आर का मतलब दाहिना यूसी का मतलब ऊपरी कोष्ठ एलसी का मतलब निचला कोष्ठ इस कॉलोनी के भीतर वहां पर कई कालोनियां हैं और इनमें से हर एक के पास अलग तरह के कोशिका प्रकार हैं जो कि इनकी निलय की कोशिकाओं में शामिल है निचली वाली निलय कोशिकाएं हैं जो निलय के इस भाग को आच्छादित कर रही हैं निचले दो कोष्ठ निलय कहलाते हैं यह वाले अलिंद कहलाते हैं और उनके पास अलग तरह के कोशिका प्रकार हैं विभिन्न कालोनियों में वहां बहुत मामूली अंतर हैं और अलग कालोनियां भिन्न प्रकार के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स बनाती हैं शब्दावली जिनका मैं परिचय दे रहा हूं अतः संक्षेप में इन्हें जैविक शब्दजाल कहते हैं वे इसे ईसीएम कहते हैं बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि इन कोशिकाओं के विकसित होने वाली जगहों की पहचान हैं यहां इन परिस्थितियों में यह बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स का उत्कृष्ट चिन्हक है अब यदि मुझे पीछे जाना हो यहां मुझे इन कोशिकाओं को बाहर विकसित करना होगा इसलिए आप इन्हें बाहर निकाल ले पहली चीज जिसका अनुकरण होगा वह यह है कोशिकाएं यहां बाहर मेरे पास बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स के सही समूह होने चाहिए मैंने कोशिकाओं को बाहर एक डिश पर विकसित करने की कोशिश की तो यह पहली प्रारंभिक आवश्यकता है यदि मेरे पास इस तरह की एक डिश है इस डिश में सही समूह के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स होने चाहिए तो मुझे सक्षम होना चाहिए इसके लिए मैं इसे नीले से संकेतित करता हूं क्योंकि जब से मैंने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को नीले मैं दिखाया मैं इसे बस रख रहा हूं इसे नीले से इसके पास सही समूहों के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन वहां बाहर होने चाहिए अब मैं बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूं यदि किसी के पास एक परिकल्पना है जो कहती हैं कि उदाहरण के लिए देखें मैं इस बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को नीले से कहे तो मैं इसे नीले जैसा कहता हूं यह नीला बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है और मैंने कहा इसके पास बी है आप यौगिक पी डालते हैं जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कहे तो यौगिक पदार्थ पी कुछ इसके जैसा और यदि आप इन हृदय पेशीकोशिकाओं को वहां बाहर इसके सबसे ऊपर विकसित करते हैं तब यह हृदय पेशीकोशिकाओं के गुण स्वभाव को बदल देंगी वह एक दूसरे से नहीं चिपकेगी उस स्थिति में आप केवल पाएंगे वहां स्थित कोशिकाएं वे अग्रसर नहीं होंगी वह स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे ना ही संरचनाएं बनाएंगी जो मैंने तब आपको दर्शाया है तब यदि उन्हें बनानी है मुझे कुछ इस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए इस तरह से यदि आपको स्मरण हो जब मैंने आपको प्रदर्शित किया था यह संरचना है उन्हें वैद्युत यांत्रिक गतिविधि दिखानी चाहिए और यह सब चीजें उन्हें एक दूसरे के और करीब आना चाहिए इसे याद करें या संरचना है जो आपने देखी शायद पहले या दूसरे व्याख्यान में वे एक दूसरे के और करीब आ रही होंगी अभी यहां मैं आपको बता रहा हूं कि आप चीजों को वास्तव में परख सकते हैं यदि आप कहे यह पी उनके अप्रवासन रोक सके और उदाहरण के लिए कहे पी किसी प्रकार का एक विष जो कि बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स से जुड़ता है और हृदय पेशीकोशिकाओं को एक दूसरे के करीब आने से रोकता है तो कैसे इसका परीक्षण करें यहां एक उदाहरण है इसलिए आप देखते हैं यदि आप मूल को जानते हैं तब आप अनगिनत सवालों के जवाब दे सकते हैं लेकिन आपको मूल को समझना ही होगा बिल्कुल ठीक क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ता हूं आप देखेंगे आप जानते हैं आप अवस्था का संवर्धन करते हैं कई लोग दरअसल में क्योंकि आप काफी कुछ जानते हैं लेकिन स्नातक छात्रों में आपको पता है कि वह इसके महत्व तक को नहीं समझते लेपित डिशेस द्वारा संवर्धन करना यहां तक कि बिना समझे की वहां पर ज़बर्दस्त रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल है यहां कुछ इसके जैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं कि मात्र कुछ मिला देने से कुछ मिक्स मैच कुछ होने जा रहा है यह वो काम नहीं करता यह एक तर्क है इसी को तो क्योंकि इसे बहुत कठिन प्रक्रिया कहते हैं मेरा मतलब इसे समझने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि इस तरह की समझ रखने का क्या महत्व है या उदाहरण के लिए कहे हम इसकी भविष्यवाणी करने लगते हैं यह ईसीएम हैं जो कि प्राकृतिक हैं यह प्राकृतिक ईसीएम है जो कि बनी हुई है जैसा की मैंने बताया था प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स से परिपूर्ण अब मेरे पास एक संश्लेषित अणु है संश्लेषित अनुरूप जो कि बिल्कुल वैसे अनुकरण करता है बिल्कुल वैसे जो एक प्राकृतिक अनुरूप अन्वेषण से और हम इसकी चर्चा करेंगे वे एक संश्लेषित अनुरूप है जो बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे वे जैविक प्रतिरूप का हिस्सा हो इसे कैसे खोजें यदि आपको मूल ही नहीं पता है और विज्ञान की सीमा में इसके भीतर में क्या संश्लेषित पा सकते हैं संश्लेषित चीजें जो कि शायद जैविक समकक्ष में एक अकार्बनिक अणु हो सकता है लेकिन हताश करने के लिए समझना होगा कि इसके पीछे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां एक बहुत रोचक चीज है जो कि बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन से संबंधित है वहां इस चित्र पर वापस आते हैं अब जब आप कैंसर अथवा कैंसर कोशिकाओं की बात करते हैं कैंसर कोशिकाएं वास्तव में क्या हैं कैंसर कोशिकाएं आपके अपने शरीर से ही उत्पन्न हो रही हैं या कोशिकाएं उदाहरण के लिए कहे हम कॉलोनी की बात करते हैं मुझे इसे थोड़ा सा चित्रित करने दें उदाहरण के लिए कहे आप अपने शरीर को एक कॉलोनी समझे जैसे कि एक नीली कॉलोनी लाल कॉलोनी हरी कॉलोनी टील हरी कॉलोनी नारंगी कॉलोनी गुलाबी कॉलोनी धुंधली नीली कॉलोनी इतना काफी है और इन हर एक कालोनियों के पास भिन्न भिन्न आप जानते हैं कोशिकाएं हैं जो कि उन्हें नियंत्रित करती हैं सही यह भिन्न भिन्न कोशिकाएं हैं और यह पूरी प्रणाली एक सामंजस्य मे जीवित रहती हैं आप जानते हैं बिना विवाद किए 1 मिनट कहीं भी ठीक और वे एक दूसरे से रक्त नलिकाओं द्वारा संपर्क में है और आप जानते हैं वह आपस में बातचीत करती हैं जो की प्रणाली है जो कि एक जटिल सामंजस्य से कार्य कर रही है अपने आप से और वे सभी संतुष्ट हैं अब एक सफल परिवार की तरह उदाहरण के लिए कहे इस कॉलोनी में उदाहरण के लिए एक बच्चा दुष्ट बन जाता है यह वह शैतान बच्चा है और यह शैतान बच्चा निर्णय करता है कि मैं समस्या पैदा करूंगा अब यह क्या करेगा यह आगे बढ़ेगा यह इस से बाहर निकलेगा अब इसके बारे में सोचें यह कालोनियां इन कालोनियों की पहचान वे इसीएम हैं यहां पर एक अलग है इसीएम यहां बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स वहां एक अलग इसीएम यहां पर एक कुछ अलग इसीएम यहां इसीएम इनके बारकोड हैं आपको वह बारकोड याद हैं जब आप कोई सामान खरीदते हो आप बारकोड देखते हो यह उस कोशिका का बारकोड है हम निर्धारित करते हैं कि शरीर का कौन सा भाग जो विकसित होने जा रहा है लेकिन यहां इस दुष्ट हमजोली ने निर्णय लिया कि यह बारकोड से छलावा करेगा और यह कहीं और जाएगा विकसित होगा या घुसपैठ करेगा और यह इस हिस्से में घुसपैठ करेगा और आप जानते हो किस तरह से विकसित होगा क्योंकि अब यहां एक तरह से आवेशित कोशिका है यह कहीं भी विकसित हो सकती है और जैसा कहा अब इसके पास विकसित करने के लिए कोई बारकोड नहीं है आपको पता है कि इसने बारकोड को लात मारकर बाहर निकाल दिया और यह यहां जाती है और आप जानते हो समस्या उत्पन्न करने के लिए यहां जा सकती हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी परेशानी पैदा कर सकती है यह एक दुष्ट हमजोली है तो अचानक से हमारी सारी सामंजस्य पूर्ण प्रणाली एक अलग ही मोड़ लेती है और यह बिल्कुल वैसा है जो कि एक कैंसर कोशिका में होता है एक कोशिका जो निर्णय लेती है कि वह इस कॉलोनी का हिस्सा बनी नहीं रहना चाहती कैसे मैं कॉलोनी का हिस्सा नहीं बने रहना चाहती मैं अपनी बारकोडिंग बंद कर दूंगी एवं इस लाल कॉलोनी से छलावा करूंगी यदि मैं लाल कॉलोनी से शुरू करूं मैं लाल कॉलोनी को धोखा दूं यदि लोग मैं इस कॉलोनी से बाहर निकल जाऊं मैं हरे रंग की कॉलोनी में जाना चाहूं या हल्के हरे कॉलोनी में अथवा गुलाबी कॉलोनी में और मैं अपने आप को फैला दूं क्योंकि मेरे पास कोई बारकोड नहीं है अब मैं कहीं भी जा सकती हूं और जितना भी मैं चाहूं विकसित हो सकती हूं ठीक यही होता है और इसीलिए क्यों मैं आपको इस भाग की जैविकी को समझा रहा हूं इन बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को दोबारा से समझने के लिए मैं इस बिंदु को दोबारा से दोहरा रहा हूं क्योंकि समझने की कोशिश करें इसके पीछे के विज्ञान को तो यह बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं तो कृपया अगली पीढ़ी के आने वाले वैज्ञानिकों आंख मूंद के किसी चीज का पालन ना करें कृपया सोचें इसके पीछे के रसायन शास्त्र के पालन किए बिना जीव विज्ञान का अस्तित्व नहीं है इसके पीछे एक बुनियादी मौलिक रसायन विज्ञान होनी चाहिए इसलिए इसके ऊपर विचार करें मैंने लोगों को देखा है बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स लेपित डिश को खरीदते हुए और वे कोशिकाओं को वितरित करते हैं बिल्कुल कुछ तो विकसित होता है मेरा मतलब उनको विकसित करने से कौन रोक रहा है अपने आप ही स्पष्ट है उनके अपने अनूठे नियम कानून है यह विज्ञान को करने का तरीका नहीं है सबको मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है अगर मैं इसे बदलूं तो तो इन्हें कोशिकाओं को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए आप जानते हैं यदि मैं इन बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को परिवर्तित कर दूं तो क्या होगा यदि मैं इसका उपयोग करूं तो क्या होगा किस प्रकार से कोशिकाओं का व्यवहार बदलेगा तथ्यात्मक रूप से उन्हीं बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स के भीतर मामूली से परिवर्तनो से उनके भौतिक मापदंड बदल जाएंगे यह वह हिस्सा है जहां जब एक कोशिका शैतान बन जाती है जब कोशिकाएं कैंसरयुक्त हो जाती हैं क्योंकि यह बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रभागांक अथवा बारकोड संकटग्रस्त हो जाते हैं इसलिए वे जो जीव विज्ञान से बाहर के हैं आप इसे संकट में पड़ी बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स बारकोड कह सकते हैं ठीक इसी तरह आपको इसे याद रखना है बारकोड जोखिम में पड़े हैं जब बारकोड जोखिम में पड़े हैं वे किसी को भी छल सकते हैं और वे छलते हैं वे शरीर के दूसरे भागों में जाते हैं और तब घमासान मचाते हैं तो यह इस तरह से काम करता है यह दूसरा पहलू है की सब को क्या समझना चाहिए कि बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स क्या करते हैं अभी कक्षा में हम और आगे बढ़ेंगे बी कोशिकाओं की जैविकी के साथ जो आपकी सहायता करेगा क्योंकि यह इस पर आधारित है हमने आज चर्चा की गैसीय विनिमय के बारे में इसमें कैसे हम समरूपता लाते हैं हमने समरूपता के बारे में बात नहीं की लेकिन हम कैसे समरूपता ला सकते हैं दूसरा हमने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की ठीक हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे आपको धन्यवाद और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद